अब आप निश्चित रूप से प्रस्तुत कर सकते है हमने इसे जीरो इनपुट के साथ हल किया है जो सबसे दिलचस्प बात नहीं है कभी कभी दिलचस्प रूप से हम एक प्रकार के जीरो इनपुट सर्किट से शुरू करेंगे जिसमें प्रारंभिक चार्ज अभी भी मौजूद है लेकिन आप सर्किट में कुछ इनपुट डालना चाहेंगे इसलिए अब मैं कहूंगी कि Vs समय के साथ कुछ कॉन्स्टन्ट है अब डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा कि हमने पहले ही देखा था जिसे इस तरह भी लिखा जा सकता है कभी कभी इसे इस तरह लिखा जाता है हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि हम बहुत ही सरल मामलों से निपट रहे है लेकिन कई बार डिफरेंशियल इक्वेशन को इस सामान्यीकृत रूप में लिखा जाता है जहां उच्चतम डेरीवेटिव का गुणांक 1 है तो इसका समाधान क्या है आप इसे कैसे हल करेंगे इसे करने के कई तरीके है वास्तव में क्योंकि यह फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है आप इसे इंटीग्रेट भी कर सकते है आप वह लॉगरिथ्म प्राप्त करें और फिर वह करें लेकिन मैं थोड़ा अलग तरीका दिखाऊंगी जो इस प्रकार है ऐसा करने का कारण यह है कि हम जानते है कि इसे कैसे हल करना है जहां दाहिने हाथ की ओर 0 है तो हम उस स्थिति में सब कुछ कम करते चले जाते है और Vs एक कॉन्स्टन्ट है इसलिए यदि मैं Vc1 को Vc Vs कहती हूं तो स्पष्टतः यहां डेरीवेटिव उसी के सामान है तो ऐसा करने का क्या उपाय है यह हम पहले ही जान चुके है Vc1 क्या है कुछ कॉन्स्टन्ट गुना एक्सपोनेंशियल t RC तो यह दाहिनी ओर 0 बनाने और फिर से एक होमोजेनियस डिफरेंशियल प्राप्त करने के लिए वेरिएबल का एक परिवर्तन है और यह आपको बताता है कि इस Vc1 के लिए यह समाधान है तो Vc के लिए समाधान क्या है यानी Vs यह Vc10 exp t RC है और फिर Vc10 को इनिशियल कंडीशन्स द्वारा प्राप्त करना होगा तो मैं इस Vc को कुछ V0 एक्सपोनेंशियल के रूप में कहूंगी मेरा मतलब है मै इसे नहीं बदलती हूँ Vc10 exp tRc और मान लें कि कपैसिटर पर प्रारंभिक मान कुछ Vc0 था या Vc हो सकता है तो Vc10 का मान क्या है तो Vc शायद मुझे लगता है कि यह फिर से होगा अगर मैं t को 0 के बराबर रखती हूं तो Vc Vs Vc10 होना चाहिए तो t 0 पर Vc Vs यह कॉन्स्टन्टVs Vc10 है तो जाहिर है Vc10 यह Vc Vs है तो इस Vc को Vs Vc Vs exp t Rc के रूप में लिखा जा सकता है अब शायद वह मामला जिससे आप सबसे अधिक परिचित है जब कैपेसिटर एक डिस्चार्ज स्टेट से शुरू होता है जब Vc 0 के बराबर है इसका हल क्या है तो Vc Vs Vs exp t RC होगा जो Vs1 exp t R c है तो मुझे लगता है कि वही RL या RC सर्किट में आपने यह समाधान देखा होगा लेकिन सामान्य तौर पर यदि आप एक अलग इनिशियल कंडीशन से शुरू करते है तो आपको यह दूसरा समाधान मिल जाएगा यह भी समझ में आता है क्योंकि अगर Vc Vs तो सर्किट में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए यानी यह Vs के बराबर है और फिर करंट 0 है और इसमें कोई बदलाव नहीं है और यह चीज़ यही बात कहती है यह एक्सपोनेंशियल पूरी तरह से चला जाता है और यह कहता है कि Vc हमेशा के लिए Vs के बराबर है तो ये सभी सैनिटी चेक है जो आपको करने है इसलिए सामान्य तौर पर जब आप किसी जटिल चीज़ को हल करते है तो आपके पास उसे हल करने के अलग अलग तरीके होने चाहिए हम सर्किट को देख रहे है आप समाधान के बारे में कुछ सरल बातें बता सकते है तो इस मामले में मुझे पता है कि यदि Vc t 0 पर Vs के बराबर होता है तो कैपेसिटर वोल्टेज में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए अब क्या समाधान समझ में आता है यदि कैपेसिटर को शुरू में डिस्चार्ज किया गया था तो कैपेसिटर में से कितना करंट प्रवाहित होता है यदि कैपेसिटर प्रारंभ में 0 है तो कैपेसिटर में से कितना करंट प्रवाहित होता है यह Vs R है क्योंकि यह पूरा वोल्टेज Vs रेसिस्टर के पार ड्राप हो जाता है इसलिए यह करंट Vs R के बराबर होना चाहिए और यह वह करंट है जो कैपेसिटर को चार्ज करता है यानी वह करंट जो कैपेसिटर को चार्ज प्रदान कर रहा है इसलिए उसका वोल्टेज बढ़ जाता है तो कैपेसिटर वोल्टेज की वृद्धि का दर क्या है यह करंटकैपेसिटर है यदि आपके पास कैपेसिटर के माध्यम से एक निश्चित करंट है तो करंटकैपेसिटर वोल्टेज के परिवर्तन का दर है करंट यह चार्ज के परिवर्तन का दर है और वोल्टेज यह चार्ज कैपेसिटेंस है इसलिए करंट कैपेसिटेंस वोल्टेज के परिवर्तन का दर है तो शुरुआत में इसे VsRC के स्लोप से बढ़ाना होगा यदि आप इसे डिफ्रेंशिएट करते है तो क्या आप इसे प्राप्त करते है शुरुआती पल में आपको वह मिल जाएगा इसलिए आपको Vs R c मिलता है तो सैनिटी टेस्ट पूरी हो जाती है लेकिन जैसे जैसे कैपेसिटर वोल्टेज बढ़ता है करंट का क्या होता है यह घटता जाता है इसलिए क्योंकि यह वोल्टेज बढ़ रहा है करंट कम हो जाएगा इसका मतलब है कि वोल्टेज की वृद्धि का दर गिरता है यह इसे इस तरह टुकड़े टुकड़े में नहीं करता यह लगातार करता है लेकिन मैं इसे उसी तरह दिखा रही हूं यह आगे और आगे और तब तक गिरता है जब तक कि यह धीरे धीरे अंतिम मूल्य तक रेंगना शुरू नहीं कर देता अंतिम मूल्य क्या है अंतिम मूल्य Vs है जब कैपेसिटर के आर पार वोल्टेज Vs होता है तो यहां करंट 0 हो जाता है और सर्किट में वोल्टेज और करंट बदलना बंद हो जाता है इसलिए इसे इस सर्किट के लिए स्टेडी स्टेट के रूप में जाना जाता है जिसमें एक dc इनपुट है जो कि Vs है स्टेडी स्टेट में dc इनपुट के लिए कैपेसिटर में से कोई करंट प्रवाहित नहीं होता है तो यह असिम्प्टोटिकली Vs तक पहुँचता है लेकिन यह पता लगाने का व्यवसाय कि इनिशियल स्लोप क्या है वगैरह यह केवल सर्किट को देखकर समाधान के बिना भी कर सकते है सर्किट में करंट की गणना करके आप बता सकते है कि कैपेसिटर में से कितना करंट प्रवाहित हो रहा है और यह आपको बताता है कि यह कितनी तेजी से बदल रहा है इसका वोल्टेज कितनी तेजी से बदल रहा है तो यह परिणाम क्या कहता है कि इस सर्किट के लिए यदि आपके पास Vs एक कॉन्स्टन्ट है R और C Vc के इनिशियल वोल्टेज के साथ है तो समाधान Vs Vc Vsexp tRC था इसलिए यदि आप Vc को प्लॉट करते है और हम कहते है कि Vs यहाँ कहीं है तो यह Vs का मान है और यदि आप 0 से शुरू करते है तो यह ऐसा करेगा यह उस तक कभी नहीं पहुँचता है लेकिन केवल स्पर्शोन्मुख रूप से करता है और अगर आप किसी मध्य मान से शुरू करते है तो मान लें कि मैं यहां नंबर डालती हूं तो मैं इसे 5 वोल्ट कहती हूं तो यहां इनिशियल स्लोप 5VRC है और मान लें कि यह 3 वोल्ट से शुरू होता है फिर क्या होता है उस मामले में क्या होता है यह अभी भी 5 वोल्ट तक जाएगा लेकिन इनिशियल स्लोप क्या होगा क्या यह वही होगा सर्किट को देखकर यह स्पष्ट होगा क्योंकि यहां रेसिस्टर के पार 2 वोल्ट है तो 2 R यह करंट है और 2 R c वोल्टेज के परिवर्तन का दर है तो यह छोटे स्लोप से शुरू होता है लेकिन यह असिम्प्टोटिकली समान मूल्य तक पहुंच जाएगा और आप उच्च वोल्टेज से भी शुरू कर सकते है मान लीजिए कुछ 8 वोल्ट से फिर वही बात होती है सिवाय इसके कि अब करंट पीछे की ओर है क्योंकि कैपेसिटर वोल्टेज इस वोल्टेज से बड़ा होता है करंट उस तरफ जाता है यह कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देता है और यह उसी 5 वोल्ट तक डिस्चार्ज हो जाता है टाइम कॉन्स्टन्ट सभी मामलों में समान है यह R c है अब यदि आप 0 वोल्ट से शुरू करते है यदि आप इस मामले को लेते है जो मैंने यहां दिखाया है तो t R c पर पहुंचा मान क्या है कैपेसिटर वोल्टेज का मान क्या है तो यह Vs 1 1 e होगा जहां e यह प्राकृतिक घातांक है और यह कितना है क्या यह 063 है तो मैं कुछ यहाँ पहुँचूँगी और वास्तव में यह दूसरे मामले से अधिक स्पष्ट है जहाँ मामला यह है कि एक टाइम कॉन्स्टन्ट में क्या होता है यह मान क्या होगा यह 5 e 5 प्राकृतिक घातांक होगा जो प्रारंभिक मूल्य का लगभग 37 प्रतिशत है तो मूल रूप से यह एक टाइम कॉन्स्टन्ट में लगभग 63 प्रतिशत तक बदल जाता है और यह सच है जहाँ से भी यह शुरू होता है और जहाँ भी समाप्त होता है यदि आप इसे एक टाइम कॉन्स्टन्ट में 100 प्रतिशत के रूप में परिभाषित करते है तो आप उसमें से 63 प्रतिशत तक गए होंगे तो याद रखने के लिए ये सभी कुछ उपयोगी चीजें है मेरा मतलब जरूरी नहीं है कि याद रखें लेकिन समझें और याद रखें और इनमें से प्रत्येक मामले में कपैसिटर में से प्रवाहित होने वाला करंट कैसे दिखता है जब यह 0 से शुरू होता है तो अब इनिशियल करंट क्या है यह 5 वोल्टR होगा और करंट 0 तक जाता है और इसी तरह जब यह 3 वोल्ट से शुरू होता है तो इनिशियल करंट क्या होता है यह 2 वोल्टR होता है और वह भी 0 तक जाता है और जब यह 8 वोल्ट से शुरू होता है तो यह 3 वोल्ट R होता है और वह भी 0 पर जाता है और निश्चित रूप से एक ही टाइम कॉन्स्टन्ट के साथ तो कॉन्स्टन्ट इनपुट के साथ कपैसिटर के माध्यम से करंट अंततः शून्य हो जाता है